प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन पर मॉड्यूल 3 इकाई 11 में आपका स्वागत है जो इन दिनों एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय दृष्टिकोण है पिछली इकाई में हमने निर्देश के ट्रांजैक्शनल मॉडल के आधार पर इंस्ट्रक्शन के लिए प्रत्यक्ष दृष्टिकोण को समझा इस इकाई में हम प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन इस शब्द का प्रयोग इन दिनों कई व्यापक अर्थों में किया जा रहा है कभी कभी इस शब्द का प्रयोग प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच आदि जैसे शब्दों के साथ किया जाता है लेकिन उम्मीद है कि इस इकाई के अंत में हम देखेंगे कि निर्देश के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच की बहुत विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसे प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच या यहां तक कि एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच से अलग बनाती हैं हालांकि ये शब्द समान दिखते हैं प्रत्येक का कुछ विशिष्ट स्वाद होता है और यह उस दृष्टिकोण को अद्वितीय बनाता है एक कैपस्टोन परियोजना केवल इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के अंतिम वर्ष में विशेष रूप से भारत में अधिकांश संस्थानों में एक बहुत ही सामान्य विशेषता है लेकिन यह अपने आप में निर्देश के लिए एक प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच का गठन नहीं करता है यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है यानी सिर्फ एक अंतिम वर्ष की परियोजना इंस्ट्रक्शन को प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन नहीं बनाती है हां वह विशेष गतिविधि परियोजना आधारित है लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच का अर्थ है कि परियोजना कार्य पूरे कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है न कि केवल अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में इसके परिणामस्वरूप छात्रों द्वारा परियोजना आधारित शिक्षा प्राप्त की जानी चाहिए वास्तव में साहित्य में पीबीएल अधिक सामान्य शब्द है या पीआरबीएल कभी कभी लोग इसे समस्या आधारित शिक्षा से अलग बनाने के लिए उपयोग करते हैं जिसे आम तौर पर पीबीएल के रूप में संक्षिप्त किया जाता है परियोजना आधारित शिक्षा को आम तौर पर पीआरबीएल कहा जाता है प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच या निर्देश के लिए पीबीआई अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि परियोजना कार्य पूरे कार्यक्रम में पूरे 4 वर्षों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका परिणाम परियोजना आधारित शिक्षा में होता है कार्यान्वयन विवरण संस्थान भर में भिन्न होते हैं लेकिन सामान्य दर्शन यह है कि दृष्टिकोण को पूरे कार्यक्रम में लागू किया जाना चाहिए पिछले कुछ वर्षों कुछ दशकों में प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच के प्रमुख चालक रहे हैं उद्योग दुनिया भर में मान्यता निकायों और सामान्य रूप से समाज का दबाव कि इंजीनियरिंग स्नातकों को कार्यक्रम के अंत में न केवल तकनीकी ज्ञान बल्कि उच्च दक्षताओं को याद रखना चाहिए वे आवश्यक रूप से न केवल इंजीनियरिंग ज्ञान आधारित दक्षताएं हैं बल्कि वे पेशेवर अभ्यास से भी संबंधित हैं एनबीए द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के परिणामों में दर्ज की गई ऐसी अपेक्षाओं में व्यावसायिक अभ्यास के पहलू शामिल हैं जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है जैसे संचार टीम वर्क नैतिकता और जीवन भर सीखना आदि प्रौद्योगिकी की तेजी से बदलती गति आज मांग करती है कि इंजीनियरिंग स्नातकों को इस बदलते परिदृश्य के अनुकूल होने में सक्षम होना चाहिए और उद्योग को उम्मीद है कि छात्रों में इस तरह के पेशेवर अभ्यास से संबंधित दक्षताओं का विकास होगा ऐसे पीओ को वास्तव में पारंपरिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता है जो अनिवार्य रूप से व्याख्यान आधारित हैं शायद कुछ मामलों में एक बहुत ही प्रतिबंधित प्रयोगशाला अभ्यास द्वारा पूरक हैं इसके लिए निर्देश के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है और इससे व्यापक पैमाने पर प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच का नवाचार हुआ है अंतिम वर्ष की परियोजना इन पीओ को संबोधित कर सकती है लेकिन यह गतिविधि अकेले छात्रों को इन दक्षताओं को हासिल करने और प्रदर्शित करने में मदद करने के लिए अपर्याप्त है जिस हद तक उद्योग या समाज सामान्य रूप से उम्मीद कर रहा है निश्चित रूप से अंतिम वर्ष की परियोजना सहायक है लेकिन यह अपर्याप्त पाई जाती है शैक्षिक अनुसंधान से पता चला है कि गहन शिक्षण के लिए सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग के बहुत सख्त एकीकरण की आवश्यकता होती है अधिकांश मामलों में प्रयोगशाला के काम में पारंपरिक अभ्यास भी काफी अपर्याप्त पाया गया है हां यह छात्रों को अभ्यास करने में सैद्धांतिक सिद्धांतों को व्यावहारिक परिदृश्यों में लागू करने में मदद करता है लेकिन जिस तरह से प्रयोगशालाओं को सबसे अधिक बार संचालित किया जाता है जिस तरह का छात्रों को अनुभव मिलता है वह काफी अपर्याप्त पाया जाता है इसके अलावा संस्थान आज के प्रतिस्पर्धी शैक्षिक अवसरों की दुनिया में किसी प्रकार की ब्रांडिंग करना चाहते हैं इसलिए वे यह दावा करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहेंगे कि वे शिक्षण के लिए आधुनिक नवीन प्रथाओं को अपना रहे हैं प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच की प्रमुख विशेषताएं लर्निंग बाय डूइंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम रियलिस्टिक सलूशन इंस्ट्रक्टर गाइडमेंटर instructor as a guidementor इंट्रडिसीप्लिनरी नेचर ऑफ द वर्क कोलैबोरेशन और ग्रुप वर्क कई अन्य विशेषताएं हैं लेकिन ये पीबीआई की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच टो इंस्ट्रक्शन पहला सिद्धांत "लर्निंग बाय डूइंग " यह विचार कि करना सीखने का केंद्र है काफी पुराना है अमेरिकी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक जॉन डेवी ने पिछली शताब्दी के शुरुआती भाग में इसकी बहुत दृढ़ता से वकालत की थी अप्लाई मेरिल के पहले सीखने के सिद्धांतों में से एक है प्रैक्टिस ' डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के ट्रांजैक्शन मॉडल के मुख्य चरणों में से एक है जिसकी चर्चा हमने पिछली इकाई में की थी वास्तव में निर्देश के किसी भी दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में डूइंग बाय स्टूडेंट्स होता है फिर प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच कहाँ भिन्न है प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच इस मायने में भिन्न है कि यह लर्निंग बाय डूइंग के लिए एक बहुत ही केंद्रीय भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है और डूइंग का दायरा काफी महत्वपूर्ण है इसका मतलब है कि जिस अभ्यास में छात्र संलग्न होते हैं वह काफी महत्वपूर्ण है जब वे अध्याय के अंत के अभ्यासों को हल करते हैं तो प्रयोगशालाओं या कक्षाओं में क्या होता है यह उससे कहीं अधिक है डूइंग बहुत अधिक व्यापक पैमाने पर है इसलिए लर्निंग बाय डूइंग की केंद्रीय भूमिका और डूइंग द्वारा निहित गतिविधियों का दायरा ये प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच की विशिष्ट विशेषताएं हैं एक छात्र की भूमिका सुनने और फिर अभ्यास करने से लेकर सीखने तक बदल जाती है इसका मतलब है कि अनिवार्य रूप से करना और सीखना अटूट हैं वे बहुत कसकर एकीकृत हैं जबकि पूरे कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कार्यक्रम और प्रयोगशाला कार्य की अंतिम वर्ष की परियोजना काफी सामान्य है निर्देश के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच अभ्यास पर बहुत अधिक जोर देता है और पूरे कार्यक्रम में परियोजना कार्य को शामिल करता है वास्तव में हम किस हद तक पूरे कार्यक्रम में परियोजना कार्य को शामिल करने में सक्षम हैं जब हम इन विचारों के कार्यान्वयन की बात करेंगे तो हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम देखेंगे कि सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत रूप में निर्देश के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच कुछ मांगें करता है परिस्थितिजन्य बाधाएं हमें कठोर प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच का थोड़ा हल्का संस्करण अपनाने के लिए मजबूर कर सकती हैं फिर भी यह काफी उपयोगी है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि ये बाधाएं और समझौते क्या हैं प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच में अभ्यास की केंद्रीय स्थिति वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर आधारित केंद्रित करने से जुड़ी हुई है यह प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच की अगली प्रमुख विशेषता है वास्तविक दुनिया की समस्याएं छात्र की रुचि और ध्यान आकर्षित करती हैं यह मेरिल के कार्य केंद्रित सिद्धांत के अनुरूप है संभावित समाधानों की एक श्रृंखला की अनुमति देने के लिए और समस्या निर्माण कौशल वाले छात्रों की मदद करने के लिए आम तौर पर समस्याओं के जटिल और खुले अंत की उम्मीद की जाती है सीखने के अधिकांश संदर्भों में यह देखा गया है कि छात्रों में समस्या निर्माण कौशल नहीं होते हैं क्योंकि अधिकांश पारंपरिक औपचारिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षक पहले से तैयार की गई एक उच्च संरचित समस्या प्रदान करता है निम्न समस्या को इस विधि से हल करें इस प्रकार अभ्यास कहा गया है समस्या सभी कठोरता में तैयार की गई है कोई अस्पष्टता नहीं है कोई खुलापन नहीं है जिस तरह से समस्या को बताया गया है उसमें कुछ भी अस्पष्ट नहीं है छात्रों से किस तरह के समाधान की उम्मीद की जाती है इस बारे में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है इसलिए समस्या कथन के साथ साथ अपेक्षित समाधान पूर्व निर्धारित दिशाओं के साथ सख्ती से है जबकि वास्तविक दुनिया में ऐसा शायद ही कभी होता है इसलिए उद्योग की शिकायतों में से एक यह है कि छात्रों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्य के विवरण से इंजीनियरिंग के संदर्भ में एक समस्या तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल में प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है वास्तविक दुनिया की समस्या में बहुत अस्पष्टता है और इंजीनियरों को पहले किसी समस्या को तैयार करने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है इसलिए आम तौर पर प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच में छात्रों को जो समस्याएं दी जाती हैं उनसे छात्रों को समस्या निर्माण कौशल का अभ्यास करने के लिए जटिल और खुले अंत की उम्मीद की जाती है परियोजना के माध्यम से हल की जाने वाली इन वास्तविक दुनिया की समस्याओं का चयन कौन करता है फिर स्थिति के आधार पर कई विकल्प हो सकते हैं पहला विकल्प है प्रशिक्षक पूर्ण नियंत्रण में है डोमेन के साथ साथ डोमेन की समस्याओं का चयन प्रशिक्षक द्वारा किया जाता है और छात्र टीमों को सौंपा जाता है दरअसल आप इसे असाइन किए गए प्रोजेक्ट कह सकते हैं प्रशिक्षक पूर्ण नियंत्रण में है समस्या उसका बयान जिस टीम को यह सौंपा गया है वे सभी प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं यह स्पष्ट रूप से बहुत ही कुशल और शायद लागू करने में काफी सरल है लेकिन इसकी सीमाएं हैं लेकिन यह एक संभावित विकल्प है दूसरा विकल्प यह है कि प्रशिक्षक अभी भी नियंत्रण में है लेकिन छात्रों के पास कुछ विकल्प हैं डोमेन के साथ साथ डोमेन में समस्याओं की एक सूची का चयन प्रशिक्षक द्वारा किया जाता है और छात्रों को सूची में से चुनने की अनुमति होती है बेशक हमें संघर्षों को हल करने की आवश्यकता है जब कई छात्र कई छात्र दल एक ही परियोजना और उस तरह के सभी मुद्दे चाहते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से छात्रों को कुछ विकल्प मिलते हैं तीसरा विकल्प जो शायद लागू करना मुश्किल है लेकिन जो छात्र को अधिकतम स्वतंत्रता देता है वह यह है कि प्रशिक्षक केवल डोमेन निर्दिष्ट करता है और छात्र समस्या का चयन करते हैं इस मामले में प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए सीमित करना पड़ता है कि छात्रों द्वारा चुनी गई समस्या सही जटिलता स्तर की है और साथ ही छात्रों के लिए सीखने के अनुभव को वास्तव में महत्वपूर्ण बनाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है लेकिन छात्रों को समस्या के चयन में काफी विकल्प मिलते हैं कुछ मामलों में यह भी संभव है कि विभाग उद्योग के सहयोग से समस्याओं का चयन करता है यह विशेष रूप से संभव है यदि किसी उद्योग या अधिक उद्योगों के साथ एक मौजूदा समझौता ज्ञापन है जहां विभाग और उद्योग सहयोग करते हैं और फिर कुछ समस्याएं हैं जो स्वचालित रूप से खुद को परियोजनाओं के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश करती हैं उद्योग के सहयोग से विभाग समस्याओं का चयन करता है छात्रों के पास सूची में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो सकता है या उन्हें एक विशिष्ट समस्या सौंपी जा सकती है सभी मामलों में समस्या जटिल और खुली होनी चाहिए फिर भी एक और संभावना यह है कि विभाग का उस समुदाय के साथ जुड़ाव है जिसके आसपास संस्थान स्थित है और समुदाय के साथ बातचीत की उनकी गतिविधियों के एक भाग के रूप में उनकी विस्तार गतिविधियों के एक भाग के रूप में वे उन समस्याओं के साथ आ सकते हैं जिनकी आवश्यकता है इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा हल किया जाना तो संभावनाएं बहुत हैं वास्तविक दुनिया की समस्याओं के चयन के लिए संभावित विकल्प कई हैं और अभी एक और विकल्प है क्या हम नकली समस्याओं का उपयोग कर सकते हैं या समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए कई संस्थानों में वास्तव में किए गए अनुभवजन्य शोध आश्चर्यजनक रूप से इंगित करते हैं कि दोनों दृष्टिकोण अच्छी तरह से काम करते हैं जब तक समस्याएं काफी जटिल और पर्याप्त रूप से खुली हैं दोनों ही मामलों में सीखने को पर्याप्त लगता है इसलिए जिस तरह से समस्या तैयार की जाती है उसका विभाग और प्रशिक्षक द्वारा बहुत सावधानी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए समस्या को अस्पष्ट तरीके से तैयार किया जाना चाहिए यह जटिल होना चाहिए यह खुला होना चाहिए और फिर छात्रों की शिक्षा काफी हद तक पर्याप्त प्रतीत होती है फिर तीसरी विशेषता यह है कि समाधान यथार्थवादी होना चाहिए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच परियोजना से उत्पन्न अंतिम समाधान को महत्वपूर्ण महत्व देता है यह मूल समस्या का वास्तविक समाधान प्रदान करने वाली अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद होना चाहिए उत्पाद एक विरूपण साक्ष्य एक सॉफ्टवेयर पैकेज एक पेशेवर गुणवत्ता तकनीकी रिपोर्ट या विभाग द्वारा तय किए गए कुछ भी हो सकता है और अगर छात्रों को अंतिम उत्पाद क्या होना चाहिए इस बारे में चर्चा में भाग लेने की अनुमति है यह भी बहुत अच्छा है लेकिन यह अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए यदि यह एक विरूपण साक्ष्य है तो छात्रों को यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए वह विशेष अंतिम समाधान मूल समस्या को हल करता है उत्पाद को मान्य करता है यह उस समाधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में माना जाता है जिसे छात्रों को लक्षित करना चाहिए और इसका उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए जाहिर है यहां प्रशिक्षक की भूमिका परियोजना आधारित शिक्षा में बदल जाती है जिसे आम तौर पर मंच पर ऋषि के रूप में एक तरफ गाइड कहा जाता है यह एक सूचना प्रदाता से एक प्रकार के संरक्षक या एक प्रकार के मार्गदर्शक के रूप में स्थानांतरित हो जाता है जो छात्र के साथ काम करता है और छात्र की मदद करता है इसलिए निर्देश के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच काफी हद तक छात्र केंद्रित है और प्रशिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से एक मार्गदर्शक संरक्षक या सूत्रधार की तरह है प्रशिक्षक को नियंत्रण छोड़ना चाहिए और छात्र स्वायत्तता की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जहां तक संभव हो छात्रों को अपने स्वयं के डिजाइन निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए भले ही वे कुछ त्रुटियों का कारण बनते हैं छात्र उन त्रुटियों से सीखते हैं इसलिए उन्हें परियोजना को निष्पादित करने के तरीके में काफी स्वतंत्रता की अनुमति दी जानी चाहिए बेशक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षक हमेशा उपलब्ध होना चाहिए कि कोई नुकसान न हो लेकिन इसके अलावा प्रशिक्षक की भूमिका एक सूत्रधार की तरह अधिक होती है प्रशिक्षक को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने वाले छात्रों के साथ सहज होना चाहिए और शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए मानसिकता में बदलाव आवश्यक है बाद में हम देखेंगे कि यह विशेष रूप से संकाय के साथ साथ छात्रों दोनों के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है खासकर जब छात्र पहले के वर्षों में हैं प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष जब तक वे अंतिम वर्ष में आते हैं ऐसा लगता है कि अधिकांश छात्रों ने इंजीनियरिंग की प्रकृति को एक सहयोगी गतिविधि के रूप में और यथार्थवादी समस्या को हल करने की गतिविधि के रूप में समझ लिया है इसलिए वे किसी परियोजना को क्रियान्वित करने में अधिक सहज होते हैं अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में लेकिन पहले के वर्षों में ऐसा करना कुछ चुनौतियों का सामना करता प्रतीत होता है फिर इसकी एक और प्रमुख विशेषता यह है कि कार्य प्रकृति में अंतःविषय होना चाहिए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच में अंतःविषय परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है अनिवार्य रूप से आजकल कोई भी वास्तविक पेशेवर कार्य प्रकृति में अंतःविषय होता है और उद्योग की मांग है कि छात्र ऐसे समूहों में काम करने में सहज हों जो संस्कृति के मामले में विशेषज्ञता के मामले में उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के संदर्भ में विविध हैं इसलिए अनुशासनात्मक सीमाओं को धता बताने वाले मुद्दों से निपटने के लिए छात्रों को अनुकूलन क्षमता और समग्र सोच से लैस करें सीमा पार की समस्याएं उन्हें हल करने में सक्षम होना चाहिए और उन्हें इसके साथ सहज महसूस करना चाहिए ऐसा नहीं है कि वे अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ बन जाते हैं लेकिन वे सीखते हैं कि कैसे सहयोग करना है विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना जो समस्या के सामान्य समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं इसलिए लगभग सभी वास्तविक विश्व कार्य परिदृश्य प्रकृति में अंतःविषय हैं और परियोजना को छात्रों को समान संदर्भ में काम करने का अवसर प्रदान करना चाहिए एक इंजीनियरिंग संस्थान में इसका तात्पर्य है कि विभिन्न विभागों के बीच काफी सहयोग होना चाहिए और इसके लिए एक निश्चित स्तर के प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी क्योंकि अधिकांश संस्थानों में अधिकांश विभाग अलग अलग साइलो में कार्य करते हैं जबकि छात्रों को काम की अंतःविषय प्रकृति प्रदान करने के लिए विभागों के बीच बहुत उच्च स्तर पर सहयोग की आवश्यकता होगी यह मुद्दा फिर हम बाद में देखेंगे यह आकृति अगली प्रमुख विशेषता के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जो सहयोग और समूह कार्य है यह निर्देश के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच की अंतिम प्रमुख विशेषता है सहयोग और समूह कार्य बहुत आवश्यक है छात्र दल विस्तारित समय अवधि में बातचीत की एक श्रृंखला में संलग्न होते हैं जिससे उन्हें संचार योजना विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान और टीम के काम करने जैसे हस्तांतरणीय कौशल हासिल करने और प्रदर्शित करने में मदद मिलती है इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता के रूप में माना जाता है जिसे इंजीनियरिंग छात्रों को हासिल करना चाहिए और प्रदर्शित करना चाहिए कि क्या उन्हें पेशेवरों के रूप में महत्व दिया जाना है उद्योग उम्मीद करता है कि छात्र इस तरह के हस्तांतरणीय कौशल के साथ आएंगे और सीखने के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच छात्रों को इन हस्तांतरणीय कौशल को हासिल करने और प्रदर्शित करने का एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है परियोजना की प्रकृति के आधार पर सहयोग उद्योग के साथ भी हो सकता है यदि विभाग ने उद्योग के सहयोग से कोई समस्या उठाई है तो छात्रों को उद्योग के साथ बातचीत करने की भी अनुमति दी जा सकती है या यह संस्थान के बाहर के सामाजिक समूहों के साथ भी हो सकता है जो समुदाय तक उनकी पहुंच के एक भाग के रूप में हो यदि परियोजना समुदाय से संबंधित है तो छात्र दल संस्थान के बाहर भी सामाजिक समूहों के साथ बातचीत कर सकते हैं इन सभी प्रकार की बातचीत से पेशेवर कौशल व्यवहार और नेटवर्क का आगे का विकास होता है इसलिए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच के व्यापक उपयोग से यह एक बड़ा लाभ है फायदे बहुत हैं केवल कुछ विशिष्ट जिन्हें हम यहां सूचीबद्ध कर रहे हैं बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि वास्तव में जब छात्र इस दृष्टिकोण के तहत सीखते हैं तो वे उन आकलनों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो शिक्षा के पारंपरिक मॉडल पर आधारित होते हैं इसका मतलब है भले ही मूल्यांकन पारंपरिक मॉडल पर आधारित हो लेकिन ऐसा लगता है कि छात्र बहुत अच्छा कर रहे हैं इसलिए बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि और जाहिर है बेहतर प्रेरणा और इंजीनियरिंग की खुशी जो छात्रों को अनुभव होती है व्यापक दक्षताएं दावे इन दावों का समर्थन करने के लिए एक अनुभवजन्य डेटा है में टीम वर्क संचार नैतिक व्यवहार समस्या सुलझाने की क्षमता महत्वपूर्ण और नवीन सोच डेटा संग्रह और विश्लेषण क्षमता सूचना खोज क्षमताएं परियोजना प्रबंधन कौशल पारस्परिक कौशल समय प्रबंधन आत्मसम्मान शामिल हैं सूची काफी लंबी लगती है और इनमें से कई राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा बताए गए कुछ कार्यक्रम परिणामों से भी संबंधित हैं उद्योग के साथ साथ जिस समुदाय में विभाग मौजूद है दोनों के संबंध में विभाग के लिए भी बेहतर आउटरीच संकाय द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए भी बेहतर अवसर क्योंकि संकाय उन परियोजनाओं को शामिल कर सकते हैं जो उनके स्वयं के अनुसंधान कार्य के लिए प्रासंगिक हैं जो उद्योग की समस्याओं से संबंधित हैं और इससे संकाय को भी गुणवत्तापूर्ण कार्य केबेहतर अवसर मिल सकते हैं तो यह एक जीत हो सकती है इस दृष्टिकोण से संकाय और छात्र दोनों लाभान्वित हो सकते हैं कार्यक्रम पाठ्यक्रम में परियोजनाएं कहां से आती हैं इसका प्रमुख मुद्दा कुछ ऐसा है जिसे हल करने की आवश्यकता है अकेले अंतिम वर्ष की परियोजना जो इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में काफी सामान्य है कार्यक्रम को परियोजना आधारित कार्यक्रम के रूप में नहीं बनाती है कुछ संस्थानों ने पहले 3 वर्षों में भी एक या अधिक सेमेस्टर में दो क्रेडिट या एक क्रेडिट बहुत कम तीन क्रेडिट की मिनी परियोजनाओं को शामिल करना शुरू कर दिया है कुछ संस्थानों ने इसे प्रथम वर्ष में भी शुरू किया है पहले सेमेस्टर में भी एक या दो क्रेडिट के साथ परियोजना गतिविधि का एक सीमित रूप उन्हें स्टैंडअलोन गतिविधियों के रूप में लागू किया जा सकता है एक या दो क्रेडिट मूल्य के साथ एक पाठ्यक्रम या पहले प्रयोगशाला घटक की जगह एक नियमित पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हैं जिनके लिए एक संलग्न प्रयोगशाला है अब कुछ संस्थान छात्रों द्वारा प्रयोगशाला के काम को अभ्यास का हिस्सा बनाने के बजाय छात्रों को उस कोर्स वर्क से संबंधित परियोजना करने के लिए कह रहे हैं कुछ पाठ्यक्रमों में पारंपरिक प्रयोगशाला कार्य को उस पाठ्यक्रम सामग्री से संबंधित एक लघु परियोजना द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है यहां तक कि कई संस्थानों में कार्यान्वयन के दृष्टिकोण की कोशिश की जा रही है लेकिन फिर भी दायरा महत्व क्रेडिट मूल्य काफी सीमित प्रतीत होता है भारत में इंजीनियरिंग संस्थानों में निर्देश और सीखने के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण पर व्यापक ध्यान अभी भी सामान्य नहीं है इसका मतलब है परियोजना आधारित दृष्टिकोण के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अभी भी बहुत सामान्य नहीं है लेकिन यह एक स्वस्थ संकेत है कि अधिक से अधिक संस्थान विशेष रूप से पिछले दशक में अधिक से अधिक फोकस में परियोजना आधारित दृष्टिकोण की ओर रुख कर रहे हैं और इसे और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है यदि इंजीनियरिंग छात्रों को परियोजना आधारित दृष्टिकोण से पूर्ण लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है परियोजना कार्य का मूल्यांकन भी बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण और कठिन भी है मूल्यांकन रचनात्मक और योगात्मक दोनों शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और परियोजना कार्य के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण और जटिल है परियोजना के अंत में छात्र आमतौर पर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं समाधान एक उत्पाद या एक सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रदर्शित करते हैं और एक प्रस्तुति भी देते हैं इन सभी तीन घटकों का ठीक से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और इसके लिए प्रशिक्षकों द्वारा पहले से ही काफी योजना बनाने की आवश्यकता है हमें उपयुक्त रूब्रिक विकसित करने होंगे पिछली इकाइयों में से एक में हमने परियोजना कार्य के आकलन के लिए रूब्रिक पर चर्चा की थी हमें ऐसा करने की जरूरत है और हमें उन रूब्रिक को छात्रों के साथ साझा करना चाहिए हमें समूह के साथ साथ व्यक्तिगत योगदान का भी आकलन करने की आवश्यकता है हमें उत्पादित अंतिम समाधान की गुणवत्ता के साथ साथ छात्र टीमों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी आकलन करने की आवश्यकता है हमें दोनों पहलुओं का आकलन करने की जरूरत है रूब्रिक जैसा कि मैंने उल्लेख किया है को छात्रों के साथ विकसित और साझा किया जाना चाहिए छात्रों को कुछ गतिविधियों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है जैसे कि चिंतनशील पत्रिकाओं को बनाए रखना यह समझने के लिए कि प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच से सीखने के दौरान छात्र किस प्रक्रिया के माध्यम से जा रहे हैं केवल प्रोजेक्ट करना पर्याप्त नहीं है छात्रों को अपने काम पर चिंतन करने और उस काम से उचित सबक लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए एक चिंतनशील पत्रिका इस प्रक्रिया में बहुत मदद करती है सभी छात्र चिंतनशील पत्रिकाओं को बनाए रखने से परिचित नहीं हो सकते हैं इसलिए हमें छात्रों को इन चिंतनशील पत्रिकाओं को बनाए रखने के बारे में किसी प्रकार का निर्देश देना पड़ सकता है जो छात्रों के लिए यह सीखने में भी बहुत मददगार हैं कि अपने अनुभव से सही सबक कैसे लें इनमें से कुछ मुद्दों पर पहले के मॉड्यूल में भी चर्चा की गई थी जैसा कि मैंने उल्लेख किया है इस विशेष प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच में संस्थानों में अनुभव नाटकीय रूप से भिन्न होता है कोई अनोखा तरीका नहीं लगता संस्थानों को उनके लिए सबसे उपयुक्त मूल्यांकन विधियों को विकसित करने की आवश्यकता है की इंप्लीमेंटेशन चैलेंज जबकि अंतिम वर्ष की परियोजना का कार्यान्वयन छात्रों और संकाय दोनों के लिए एक बहुत अच्छी तरह से समझी जाने वाली प्रक्रिया है विभाग और संस्थान के लिए अंतिम वर्ष की परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र ज्यादातर समय मौजूद है यह काफी परिचित है निर्देश और सीखने के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच पर व्यापक ध्यान कई संस्थानों से परिचित अभी भी नहीं हैं परियोजना आधारित निर्देश को महत्वपूर्ण पैमाने पर लागू करना संकाय और छात्रों दोनों के लिए कई चुनौतियां हैं जब मैं फैकल्टी कहता हूं तो इसका मतलब यह भी है कि विभाग संस्थान और प्रशासनिक प्रचार मोटे तौर पर की चैलेंज फॉर द स्टूडेंट कुछ प्रमुख चुनौतियाँ समूह कार्य यह समूह कार्य अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए बहुत कठिन नहीं हो सकता है क्योंकि वे पहले से ही कार्यक्रम के 3 साल पूरे कर चुके हैं उन्होंने विभिन्न सह पाठ्यचर्या पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लिया है विभागीय गतिविधियाँ और उन्होंने सफल इंजीनियरिंग पेशेवर बनने के लिए आवश्यक कुछ कौशल पहले ही हासिल कर लिए हैं इसलिए उन्होंने समूह कार्य सहयोगात्मक कार्य के महत्व की सराहना करना शुरू कर दिया है और प्रशिक्षकों द्वारा उचित सलाह के माध्यम से किसी भी छोटे अंतराल को आसानी से दूर किया जा सकता है अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए समूह कार्य की सराहना करना बहुत कठिन नहीं हो सकता है लेकिन यह पहले के वर्षों में विशेष रूप से प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए काफी भिन्न हो सकता है संभवत जब तक वे तीसरे वर्ष में आते हैं तब तक एक परिवर्तनकाल होना शुरू हो जाता है बेशक कुछ समस्याएं हैं जो अंतिम वर्ष के साथ भी मौजूद हैं समूह के कुछ सदस्यों द्वारा फ्री राइडिंग हमेशा एक शिकायत रही है जब समूह का आकार ४ या ५ जैसा कुछ होता है तो कभी कभी यह संभव है कि समूह के कुछ सदस्य वास्तव में प्रयास में योगदान नहीं करते हैं लेकिन वे क्रेडिट में हिस्सा चाहते हैं और यह अनिवार्य रूप से कुछ तनावों और संघर्षों की ओर ले जाता है जिन्हें हल करने की आवश्यकता है समूह कार्य में अनुभव की कमी और संघर्षों से निपटना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है विशेष रूप से बारहवीं कक्षा स्तर पर प्रतिस्पर्धी रवैये की पूर्व संस्कृति अधिकांश छात्र अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मोड में काम करने के आदी हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि वे शीर्ष श्रेणी संस्थानों में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे हैं वे अनिवार्य रूप से अपना जीवन उस १२वीं कक्षा चरणों के दौरान एक प्रतिस्पर्धी मोड में जीते हैंऔर फिर तुरंत इंजीनियरिंग के पहले वर्ष में आते हैं समूह कार्य के लाभों को देखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है यह उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है उन्हें यह देखने के लिए कि इंजीनियरिंग एक समूह कार्य है तीव्र प्रतिस्पर्धी मोड से बाहर आने में कुछ समय लग सकता है प्रशिक्षकों को वास्तव में इन चुनौतियों को दूर करने के लिए रणनीतियों को तैयार करना होगा यदि वे उन्हें अपने छात्रों में देखते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए अनुकूलन प्रोजेक्ट बेस्ड के नए दृष्टिकोण को अपनाने में कठिनाई छात्र के लिए यह कठिनाई बहुत वास्तविक हो सकती है इस दृष्टिकोण में छात्रों को कई विकल्प चुनने होते हैं जिनका बाद में उनके ग्रेड पर प्रभाव पड़ता है और उनमें से कई अपने सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत अनिच्छुक हो सकते हैं विशेष रूप से क्योंकि तब तक शायद वे एक सीखने के परिदृश्य के अभ्यस्त हो जाते हैं जिसमें शिक्षक द्वारा उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है और वे एक बहुत ही निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं उन्होंने वास्तव में अपने स्वयं के सीखने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली है उन्होंने चुनाव नहीं किया है इसलिए अचानक इतनी अधिक परिपक्व भूमिका ग्रहण करना बहुत मुश्किल हो सकता है और वे एक पारंपरिक शिक्षण मोड को पसंद कर सकते हैं जहां शिक्षक अनिवार्य रूप से सूचना का प्रदाता होता है और छात्र अनिवार्य रूप से एक आदाता एक निष्क्रिय आदाता होता है कुछ छात्र वास्तव में उस विधा को पसंद कर सकते हैं और वे इस बात पर जोर दे सकते हैं कि पाठ्यक्रम को इसी तरह पढ़ाया जाना चाहिए इसलिए प्रशिक्षकों के लिए छात्रों को ठीक से प्रेरित करने में एक चुनौती होगी कार्यक्रम की शुरुआत में इस अपेक्षाकृत असंरचित सीखने के माहौल से निपटना फिर से जैसा कि मैंने कहा अंतिम वर्ष के साथ इसके पीछे के इतिहास के कारण यह उतना चुनौतीपूर्ण नहीं हो सकता है लेकिन अगर इसे पहले के वर्षों तीसरे वर्ष दूसरे वर्ष या प्रथम वर्ष में पेश किया जाना है तो यह वास्तव में एक चुनौती हो सकती है कार्यक्रम की शुरुआत में अपेक्षाकृत असंरचित सीखने के माहौल का सामना करना छात्रों के लिए चुनौती हो सकती है मूल्यांकन के संबंध में चिंताएं भी हो सकती हैं क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो थोड़े से रूब्रिक आधारित व्यक्तिपरक मूल्यांकन हैं छात्र इसके बारे में चिंतित हो सकते हैं और डर सकते हैं कि पारंपरिक पाठ्यक्रमों की तुलना में भार अधिक होगा छात्रों में यह डर हो सकता है संकाय के लिए भी अहम चुनौतियां हैं वे अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए संरक्षक की भूमिका के लिए उपयोग किए जाते हैं जो कम से कम भारत में काफी आम है इसलिए संकाय अंतिम वर्ष में छात्रों के लिए एक संरक्षक की भूमिका के आदी हैं लेकिन उन्हें प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में बहुत युवा और अप्रशिक्षित छात्रों के लिए समान भूमिका स्वीकार करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है विशेष रूप से जहां छात्र एक अलग तरह की मानसिकता अलग तरह की सीखने की विधा से आते हैं और संकाय को भी उन छात्रों को सलाह देने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है पाठ्यक्रम में भारी परियोजना घटकों के लिए संसाधन खोजने में कठिनाई यदि यह सिर्फ एक अंतिम वर्ष की परियोजना है तो यह एक अलग कहानी है लेकिन अगर हर सालहर सेमेस्टर परियोजना को शुरू करने की आवश्यकता होती है और कई परियोजना दल होते हैं जो दोनों संसाधनों को ढूंढते हैं वास्तविक भौतिक संसाधनों हार्डवेयर घटकों सॉफ्टवेयर पैकेजों अन्य आवश्यक घटकों के साथ साथ उपयुक्त सम्पर्क संदर्भ उद्योग उपयुक्त समस्या सेट सभी प्रकार के संसाधन उन्हें वित्त पोषण करना संकाय के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है संकाय स्वयं इसे एक अधिभार के रूप में पा सकता है क्योंकि मूल्यांकन काफी अधिक कठिन है हमें रूब्रिक विकसित करने की आवश्यकता है और हमें प्रत्येक प्रोजेक्ट टीम व्यक्तिगत छात्रों के योगदान का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और इसे कई संकायों द्वारा काफी भारी अधिभार के रूप में देखा जा सकता हैI संकाय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया ठीक से लागू हो छात्र दल सही प्रक्रिया से गुजरते हैं और उस प्रक्रिया से सीखते हैं सफल होने के लिए परियोजना आधारित निर्देश के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि अंत में कोई परियोजना एक उत्पाद का उत्पादन करती है जिस प्रक्रिया से छात्र गुजरते हैं वह उन्हें परियोजना के अनुभव से सीखने में सक्षम बनाती है और इसके लिए प्रशिक्षकों को एक संरक्षक के रूप में एक मजबूत भूमिका निभानी पड़ सकती है यह भी संकाय के लिए चुनौतीपूर्ण लग सकता है बेशक मानवीय समस्या हमेशा मौजूद रहती है छात्र संघर्षों और अपेक्षाओं को प्रबंधित करना संकाय के लिए एक चुनौती हो सकता है इसके संदर्भ में कुछ कार्यान्वयन दिशानिर्देश शुरुआत में निर्देश के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच को लागू करने में सभी समस्याओं के लिए एक प्रकार का नुस्खा रामबाण इलाज के साथ आना बहुत मुश्किल है लेकिन विभिन्न केस स्टडी के आधार पर इनमें से कुछ केस स्टडी का संदर्भ हम इस इकाई के अंत में देखेंगे विभिन्न दृष्टिकोणों से निपटेंगे इन अनुभवों के आधार पर कुछ दिशानिर्देश यह हो सकते हैं कि पहली बात यह है कि इसके लिए पहले से पर्याप्त योजना की आवश्यकता होती है सेमेस्टर की शुरुआत से बहुत पहले हमें योजना बनाने की जरूरत है हमें उस डोमेन पर निर्णय लेने की जरूरत है जिसमें छात्र दल काम करने जा रहे हैं आवश्यक संसाधन क्या होंगे उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय सीमा क्या होगी वे तुरंत उपलब्ध नहीं हैं बजट के निहितार्थ क्या हैं और विभिन्न टीमों द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना का दायरा क्या होगा इन सब के संबंध में हमें पहले से पर्याप्त योजना बनाने की आवश्यकता है यदि बाहरी एजेंसियों को शामिल किया जाना है एक उद्योग या एक समुदाय तो बाहरी एजेंसियों के साथ चर्चा फिर से बहुत पहले से होनी चाहिए यदि छात्र दल किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो समुदाय के लिए प्रासंगिक है तो समुदाय के नेताओं के साथ उचित जुड़ाव पहले से ही होना चाहिए छात्रों को प्रस्तुत करने से पहले सावधानीपूर्वक परीक्षा कुछ प्रायोगिक अध्ययन और परियोजना के विचारों का परीक्षण आवश्यक हो सकता है विशेष रूप से अगर हम बहुत कट्टरपंथी विचारों को देख रहे हैं तो इसे परियोजना के रूप में लागू करना वास्तव में बहुत मुश्किल हो सकता है और इसमें शामिल जोखिम को समझे बिना अगर हम इसे छात्रों को पेश करते हैं तो छात्रों को यह बहुत निराशाजनक लग सकता है हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे बहुत आसानी से सुलझाया जा सके लेकिन साथ ही कुछ ऐसा जो निराशा की ओर ले जाने वाला है वह उल्टा होगा इसलिए परियोजना की चुनौतीपूर्ण प्रकृति और कार्यान्वयन में आसानी के बीच संतुलन बहुत अच्छा संतुलन होना चाहिए और संकाय के लिए इसका न्याय करने के लिए विचार की जांच के संबंध में बहुत सारी योजनाएं कभी कभी एक प्रारंभिक अध्ययन और किसी प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा भी हो सकती है वे सभी आवश्यक हो सकते हैं यह और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब हम परियोजना आधारित विचार के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन की बात कर रहे हैं यह सिर्फ अंतिम वर्ष नहीं है पहले के सेमेस्टर में भी हमें परियोजनाओं को पेश करने की आवश्यकता है इसलिए इस तरह की अग्रिम योजना बहुत आवश्यक है छात्रों को प्रशिक्षण जैसा कि हमने उल्लेख किया है विशेष रूप से प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में उन्हें यह समझने के लिए आवश्यक हो सकता है कि संसाधनों की खोज कैसे करें और टीम में कैसे काम करें यह प्रशिक्षण आवश्यक हो सकता है किसी प्रकार का मचान आवश्यक हो सकता हैI इसमें छात्रों को कुछ परीक्षण अनुभव और सीखने की सामग्री प्रदान करना शामिल होगा और इस मचान को बहुत सावधानी से फिर से तैयार किया जाना चाहिए सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए परामर्श की भी आवश्यकता होगी निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन नितांत आवश्यक है ये सभी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि परियोजना कार्य का हिस्सा केवल अंतिम वर्ष की परियोजना से कहीं अधिक बढ़ जाता है इन सबके साथ आप पीबीआई को अपनाना चाहते हैं एक संकाय के रूप में वे कौन से मुद्दे होंगे जिन पर आप वास्तव में गौर करना चाहते हैं आप पीबीआई को अपनाना चाहते हैं छात्र टीमों के गठन से लेकर योगात्मक मूल्यांकन के अंतिम चरण तक प्रक्रिया के हर चरण में कई विकल्प हैं ये विकल्प कई विशिष्ट स्थितिजन्य कारकों पर निर्भर करते हैं कोई सामान्यीकरण नहीं हो सकता हालांकि कुछ सामान्य चिंताएं हैं जिन्हें समझाया जा सकता है कई अन्य स्थितिजन्य कारक हैं चयन संस्थानविभागव्यक्तिगत प्रशिक्षकों के स्तर पर किया जाना चाहिए इन विकल्पों के लिए कोई अद्वितीय एल्गोरिथम समाधान दृष्टिकोण नहीं है उन सभी को विवेक की आवश्यकता है उन सभी को सामूहिक विचार मंथन की आवश्यकता है उन सभी को परीक्षण और त्रुटि चरण की भी आवश्यकता हो सकती है उन्हें ऐसे परिदृश्यों की आवश्यकता हो सकती है जहां विकल्प समय के साथ विकसित होते हैं वास्तव में अधिकांश व्यावहारिक अनुभव इंगित करते हैं कि प्रत्येक संस्थान के लिए अपनी अनूठी स्थिति के आधार पर विकल्पों को विकसित करने की आवश्यकता है अनिवार्य रूप से आपको निर्देश के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण को लागू करने के प्रारंभिक चरणों में थोड़ी कठिन सवारी के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है प्रक्रिया को स्थिर होने में कुछ समय लगेगा शुरुआती दिनों में सवारी बहुत कठिन हो सकती है और संस्थानविभागसंकाय को इसके लिए तैयार रहना चाहिए अगर परियोजना आधारित विचारों को अधिक व्यापक पैमाने पर लागू किया जाना है अंतिम वर्ष की परियोजना वास्तव में बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है लेकिन व्यापक पैमाने पर अगर इन विचारों को लागू करने की आवश्यकता है तो हमें काफी अधिक संसाधनों की आवश्यकता है बहुत अच्छा मेटा पॉइंटर निकोला हार्मर है प्लायमाउथ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लिटरेचर रिव्यू httpswwwplymouthacukuploadsproductiondocumentpath22733Literature review Project based learningpdf लिंक को अंतिम बार 01062019 को प्रवेश किया गया था कुछ विचारों के लिए आप इनकी जांच कर सकते हैं अभ्यास कृपया परियोजना कार्य में विद्यार्थियों को सलाह देने के अपने अनुभव का वर्णन करें आप में से अधिकांश लोगों को अंतिम वर्ष की परियोजना का मार्गदर्शन करने का अनुभव होना चाहिए लेकिन अगर आप में से कुछ ने पहले के वर्षों में कुछ मिनी परियोजनाओं को पहले ही लागू कर दिया है और यदि आपके पास पहले के वर्षों में परियोजना कार्य का मार्गदर्शन करने का अनुभव है तो यह वास्तव में अधिक स्वागत योग्य होगा यदि आपके पास अंतिम वर्ष की परियोजना और पहले की परियोजना के बीच कोई विकल्प है तो हम आपसे पहले की परियोजना पर विचार करने का अनुरोध करते हैंI छात्रों को सलाह देने में आपका अनुभव कृपया इसका वर्णन करें विवरण में सामने आने वाली चुनौतियाँ काम करने वाले समाधान लाभ आपके अपने अद्वितीय परिस्थितिजन्य कारक शामिल हो सकते हैं कृपया वर्णन करें अगर यह ३०० से कम शब्दों में हो सकता है तो बढ़िया लेकिन कृपया इसे पूर्ण सीमा के रूप में न लें यदि आप स्थितिजन्य कारकों की व्याख्या करते हुए अपने अनुभव को अधिक विस्तार से साझा करना चाहते हैं तो आपका ३०० शब्दों से अधिक होने का भी स्वागत है इस तरह हम इस सामूहिक अनुभव को साझा कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और हमें सामूहिक रूप से इससे सीखने की जरूरत है व्यापक पैमाने पर परियोजना आधारित दृष्टिकोण ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान शताब्दी विद्यार्थी अधिगम के लिए ऐसे नवीन उपागमों की माँग करती है अभ्यास के परिणामों को taleiisctagmailcom पर साझा करने के लिए धन्यवादI अगली इकाई में हम निर्देश के लिए एक और महत्वपूर्ण उपागम देखेंगे जो समस्या आधारित है यद्यपि इंजीनियरिंग शिक्षा में समस्या आधारित दृष्टिकोण का प्रचलन परियोजना आधारित दृष्टिकोण की तुलना में कुछ कम प्रतीत होता है फिर भी यह दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में अपनाए जाने में बढ़ रहा है इसलिए हम अगली इकाई में निर्देश के लिए समस्या आधारित उपागम को देखेंगे तब तक हम इंतज़ार करेंगे आपसे फिर से मिलने की उम्मीद में